नमस्कार मैं IIT कानपुर से जयंत चटर्जी हूँ हम प्रबंध सेवा समकालीन मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं कल हमने उन विभिन्न तत्वों पर चर्चा की जो प्रतिस्पर्धी सेवा व्यवसाय कॉम्पिटेटिव सर्विस बिजनेस competitive service business बनाने में जाते हैं आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि कैसे हम इन विभिन्न तत्वों को एक नई सेवा डिजाइन के लिए एक वास्तुशिल्प योजना बनाने के लिए या मौजूदा सेवा व्यवसाय के लिए सफलता मॉडल को समझने के तरीके को जोड़ते हैं आज हम जो महत्वपूर्ण अवधारणा पेश करेंगे वह मूल और पूरक सेवाओं की अवधारणा है इसलिए यदि आप इस विशेष आरेख को देखते हैं और हम उस उदाहरण से जारी रख रहे हैं जो हमने कल लिया था और उदाहरण हमने पिछले सप्ताह भी लिया था एक अच्छे उत्तम दर्जे के रेस्तरां में आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ आनंद ले रहे हैं यह सवाल उस संदर्भ में सामने आ सकता है इतने अच्छे रेस्तरां का मूल उत्पाद क्या है भोजन या यह भोजन से अधिक है और जाहिर है अगर आपको लगता है कि आप के माध्यम से देखेंगे कि यह निश्चित रूप से एक भोजन है लेकिन कुल मिलाकर आपका आनंद या आपकी संतुष्टि या एक अच्छे रेस्तरां की गुणवत्ता के बारे में आपकी धारणा कुल अनुभव है इसलिए जब हम सेवा के बारे में सोचते हैं तो सेवा का यह अनुभवात्मक प्रतिमान हम सेवा को तत्वों के दो वर्गों में विभाजित करते हैं एक मूल कोर है जो इस मामले में हम भोजन के रूप में दिखा रहे हैं और दूसरा विभिन्न प्रकार का होगा जिसे हम पूरक सेवाएँ सप्लीमेंट्री सर्विसेज कहते हैं मैंने इस पुस्तक का उल्लेख सेवा विपणन पर किया यह क्रिस्टोफर लवलॉक और जोचेन विर्त्ज द्वारा मेरे सह लेखक पीयरसन द्वारा प्रकाशित एक प्रसिद्ध पुस्तक है इस पुस्तक में हमने इस वास्तुकला को समझने के लिए एक फूल के रूपक का उपयोग किया है फूल का मतलब है कि आप जानते हैं कि एक कोर है और चारों ओर पंखुड़ियां हैं और सभी पंखुड़ियों को अच्छी तरह से बनाया जाना चाहिए और सेवा के डिजाइन के बारे में हम सोच सकते हैं जैसे प्रकृति में हम पाते हैं कि कोर और पंखुड़ियों को व्यवस्थित किया गया है इतने सारे अलग अलग तरीके है इसे गुलाब में एक तरह से व्यवस्थित किया जाता है इसे मैरीगोल्ड फूल में दूसरे तरीके से व्यवस्थित किया जाता है और इसलिए हम इन मूल तत्वों और पूरक तत्वों का अलग अलग तरीकों से उपयोग करके सेवाओं को डिज़ाइन कर सकते हैं और यह यहाँ दिखाया गया है आपके पास मुख्य उत्पाद भोजन है और इसके आसपास हमारे पास भुगतान समेकन है मैं थोड़ा विस्तार से बताऊंगा कि ये विभिन्न तत्व क्या हैं और ये तत्व उनमें से कुछ तत्व हैं जो सुविधा प्रदान कर रहे हैं और उनमें से कुछ तत्व हैं जो सेवा को बढ़ा रहे हैं इसलिए उदाहरण के लिए सेवा को सुविधाजनक बनाने और सेवाओं को बढ़ाने के लिए हम कहते हैं कि यदि हम दो स्तंभों में विभाजित करते हैं तो सुविधा सेवा पर ये सेवाएं हैं ये सेवा तत्व हैं जो आपके भोजन की खपत या आपके परिवार के साथ आपके आनंद से बिल्कुल जुड़े नहीं हैं लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण हैं इसलिए सेवाओं को सुविधाजनक बनाना जानकारी ऑर्डर लेना बिलिंग भुगतान आदि जैसे हैं और सेवाओं को बढ़ाना इसका मतलब है कि यह आमतौर पर सेवा की प्रक्रिया के दौरान होता है या जैसा कि हमने कल चर्चा की थी यह सेवा वितरण प्रक्रिया के दौरान मंच पर होता है जहां हमारे पास आतिथ्य या परामर्श सुरक्षित रखने अपवाद से निपटने और इतने पर जैसे ये सभी तत्व होते हैं उदाहरण के लिए हम प्रत्येक जानकारी को लेते हैं जानकारी शायद रेस्तरां को निर्देश सेवा घंटे मूल्य इन दिनों सेवाओं की संख्या है जो रेस्तरां और उनके मेनू और इतने पर आपके स्मार्ट फोन पर इंटरनेट पर ऐसी सुविधा प्रदान करती है और ये इन सूचनाओं की उपलब्धता प्रतिस्पर्धी सेवा रणनीति कम्पीटीटिव सर्विस स्ट्रेटेजी के तत्व हैं जैसे कि आरक्षण सुविधाएं हैं या यदि आरक्षण किया गया है तो रेस्तरां से फिर रेस्तरां से ग्राहक को याद दिलाना है तो वह रेस्तरां जानता है कि ग्राहक ट्रैफिक जाम में फंस गया है या नहीं ये सभी सुविधाएं आरक्षण से परे बातचीत होने पर की जा सकती हैं इसलिए संचार जारी है इसलिए आरक्षण अनुस्मारक परिवर्तनों की अधिसूचना यदि ये अप्रत्याशित देरी हैं तो ये सभी सूचना तत्व का हिस्सा हैं और निश्चित रूप से सेवा प्रदान करने के बाद फिर रसीदें भुगतान रसीदें टिकट आदि सूचना सेवा का हिस्सा हैं हम एक सहायक सेवाओं को आदेश दर्ज करना ऑर्डर एंट्री कहते हैं जिसे स्थान पर ऑन साइट किया जा सकता है इसका मतलब है कि जब आप वहां पहुंचते हैं और आप एक स्टूवर्ड से बात करते हैं और एक ऑर्डर देते हैं या इन दिनों कभी कभी रेस्तरां वास्तव में उन्हें बढ़ा रहे हैं तो आप वितरण प्रक्रिया को जानते हैं जहां आप वास्तव में वेब पर एक मेनू से चयन कर सकते हैं और आप पूर्व आदेश कर सकते हैं और इस तरह रेस्तरां समय बचाता है आप समय बचाते हैं फिर ज़ाहिर है इसलिए आपके इंटरनेट सक्षम फोन ईमेल के माध्यम से टेलीफोन पर आर्डर देना संभव है कुछ रेस्तरां एक वेबसाइट भी प्रदान कर रहे हैं जहाँ आप ऑर्डर दे सकते हैं इससे पहले रेस्तरां के ड्राइव थ्रू माध्यम है जहां आप गेट पर आए थे और एक ध्वनि बॉक्स में बात की थी और आप अपना ऑर्डर देते हैं और तब तक आप कारों की कतार का अनुसरण करते हुए सर्वर तक पहुंच जाते हैं आपका ऑर्डर तैयार होता था और उसी प्रक्रिया को अब इंटरनेट सेवाओं का उपयोग करके बहुत सुधार किया गया है जहाँ आप बहुत से जटिल चयन कर सकते हैं उस टेबल की व्यवस्था जहाँ आप बैठेंगे यदि आप एक पार्टी की व्यवस्था कर रहे हैं तो यह आप रेस्तरां में आने से पहले बहुत कुछ कर सकता है कौन सी सीट कौन सी मेज यह साइट पर स्टीवर्ड या सर्वर के साथ बातचीत के माध्यम से या सिस्टम के साथ इंटरनेट पर हो सकता है ये सभी ऑर्डर के भाग हैं कभी कभी प्रतिबंधित सुविधाओं के लिए प्रवेश संभव है उदाहरण के लिए यदि यह एक रेस्तरां है जो डिस्को डांस फ्लोर के साथ जुड़ा हुआ है तो आप वास्तव में अपने डांस सीक्वेंस या स्लॉट टाइम स्लॉट की उपलब्धता को प्री बुक कर सकते हैं भुगतान तत्व कार्ड से भुगतान नकद भुगतान विकल्प दो का मिश्रण या कभी कभी जब आप ऑर्डर दे रहे होते हैं तो पहले से ही पिकअप के लिए और होम डिलीवरी उन मामलों में आप वास्तव में क्रेडिट कार्ड नंबर ऑनलाइन दर्ज करने के लिए सुविधाओं की आवश्यकता होगी और यह नकदी से निपटने की पूरी प्रक्रिया है कभी कभी आप कुछ कूपन का उपयोग कर सकते हैं जो आपको अपने अगले भोजन का उपयोग करने के लिए रेस्तरां से प्राप्त हुआ है तो इस बार आप यहां हैं और आपके पास कुछ कूपन एकत्र हैं और आप इसका उपयोग अपने वर्तमान बिल पर छूट के रूप में करना चाहते हैं जो सभी इन सहायक सेवा तत्वों का हिस्सा हैं फिर अभिवादन भोजन पेय स्वच्छ शौचालय की उपलब्धता वॉशरूम स्टार बक द्वारा किए गए कुछ उत्कृष्ट शोध कैफे कॉफी डे द्वारा यहां किए गए कुछ उत्कृष्ट शोध हैं यह दिखाया गया है कि इनमें से कुछ तत्व जैसे कि यह एक आतिथ्य तत्व है इसे मुख्य कोर मिला है जिसे आप रेस्तरां में उम्मीद कर रहे हैं लेकिन एक साफ शौचालय ग्राहक की संतुष्टि बनाने के लिए ज़रूरी है या वॉशरूम की सामान उपलब्धता ग्राहक पर एक उत्कृष्ट छाप बनाती है फिर वेटिंग सुविधाएं आप जैसे वहां पहुँचते हैं आपकी बुकिंग के समय और ग्राहकों के पिछले सेट द्वारा कब्जा की गई तालिका के बीच एक सटीक मेल नहीं है आपको थोड़ी देर इंतजार करना पड़ सकता है लेकिन जब आप प्रतीक्षा कर रहे हैं तो विभिन्न प्रकार की सुविधाएं शायद एक स्वागत योग्य पेय ये सभी सेवा तत्व का हिस्सा हैं इस प्रकार सेवा का एक बेहतर सेट बनाने के लिए योजना बनाई जा सकती है परिवहन सुरक्षा और ये सभी भी इसमें जाते हैं सुरक्षा विभिन्न स्तरों पर है सामान्य सुरक्षा जब आप वास्तव में किसी भी तरह की बाहरी गड़बड़ी या आंतरिक गड़बड़ी से सेवा का उपयोग कर रहे हों इन दिनों जैसा कि आप जानते हैं एक ऑडिटोरियम के अंदर कई चीजें हैं जो ऑडिटोरियम के बाहर हुई हैं या एक निश्चित स्थिति के बाहर प्रभाव डालती हैं तो यह एक स्कूल के अंदर एक कॉलेज के अंदर या बाहर हो सकता है ये सभी सुरक्षा चिंताएं और सुरक्षा आश्वासन अब प्रतिस्पर्धी सेवा रणनीति तैयार करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं जिससे ग्राहकों के मन में निश्चितता या आराम का स्तर पैदा होता है इसके अलावा कई रेस्तरां में आप जानते हैं बच्चों को वे अधीर हैं वे खेलना चाहेंगे इसलिए कई पारिवारिक रेस्तरां में खेलने की सुविधाएं उपलब्ध हैं और यह एक उदाहरण है जिसे हम इस सुरक्षा और संबंधित सेवाओं को कहते हैं फिर पार्किंग की सुविधा वैलेट पार्किंग आपके लिए पैकेज जो आपके पास कुछ सामान हो सकते हैं जिन्हें आप रेस्तरां के अंदर नहीं ले जाना चाहते हैं और इसे जमा करा सकते हैं जब आप वापस जा रहे हैं या होम डिलीवरी सेवा लेने जा रहे हैं तो ये सभी फिर से सेवा तत्वों के दूसरे ब्लॉक का हिस्सा हैं और अंत में सेवा वसूली के इस पूरे क्षेत्र के बारे में चर्चा करना बहुत महत्वपूर्ण है चाहे इसका मतलब है लोगों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं लोगों के लिए और सेवा अमूर्त है और सेवा गतिशील है नतीजतन भूमिका और पटकथा की कई संभावनाएं हैं सटीक योजना मूल रूप से कल्पना के रूप में मेल नहीं खा सकती है और इसलिए आपके पास अपवादों के साथ साथ अप्रत्याशित परिस्थितियों को संभालने के लिए सिस्टम होना चाहिए अपवाद तब होते हैं जब लोगों के पास विभिन्न प्रकार की चिकित्साएँ होती है एक मधुमेह व्यक्ति जो आपकी टीम का हिस्सा है चीनी मुक्त या अन्य प्रकार के खाद्य पदार्थों तत्वों की आवश्यकता हो सकती है तो विभिन्न प्रकार के शाकाहारी और मांसाहारी आहार प्रतिबंध आवश्यकता हो सकते हैं आपके समूह में कोई व्यक्ति व्हील चेयर पर हो सकता है इसलिए आपके पास एक सुविधा होनी चाहिए जहां एक व्हील चेयर व्यक्ति समूह के अन्य सदस्यों के साथ सहज हो सकता है और उपेक्षित महसूस नहीं कर सकता है फिर वे क्षेत्र प्रतिबंध हैं प्रार्थना के अलग अलग समय या आप कुछ रंगों की योजनाओं कुछ छवियों को जानते हैं जो कुछ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं या नहीं कर सकते हैं और ये वे हैं जिन्हें हम अपवाद कहते हैं इसलिए हम जानते हैं कि वे हर व्यक्ति के साथ हो रहे हैं लेकिन विशेष व्यक्ति होंगे और इसलिए सेवा प्रणाली को इस विशेष परिस्थितियों या विशेष लोगों को संभालने में सक्षम होना चाहिए फिर आप कुछ परिवर्तन जान सकते हैं एक ग्राहक सर्वर से खुश नहीं हो सकता है सर्वर शायद ग्राहक के व्यवहार से परेशान है इन सभी मामलों में इन कठिनाइयों का समाधान या दुर्घटना या अप्रत्याशित विफलता के कारण हो सकता है एक चिकित्सा आपातकाल कोई व्यक्ति निश्चित रूप से बीमार है और इस तरह की अप्रत्याशित स्थितियों को संभालने के लिए आपकी सेवा के डिजाइन में एक निश्चित प्रणाली होनी चाहिए और फिर निश्चित रूप से अगर कोई असंतोषजनक स्थिति है या किसी को कोई विशेष डिश पसंद नहीं है और किसी विशेष डिश में किसी प्रकार का संदूषण है तो सिस्टम को तुरंत बनाने में सक्षम होना चाहिए कि ग्राहक से उस पकवान का शुल्क नहीं लेना चाहिए अन्य धनवापसी है अगर कुछ दिया गया है तो यह अच्छा नहीं था और अन्य प्रकार का मुआवजा भी हो सकता है कुछ निश्चित तरीके से कूपन जारी किया गया हो इसलिए अब यदि आप उस आरेख को देखते हैं जो मैंने शुरुआत में दिखाया था अब इन सभी तत्वों के साथ उसमे जड़ा हुवा एम्बेडेड है और इस विशेष आरेख का गहराई से अध्ययन करें फिर आप कोर में देखते हैं हमारे पास भोजन और पेय है जो रेस्तरां का मुख्य वितरण है लेकिन हम समझते हैं कि यह कुल अनुभव है और कुल अनुभव तब बनता है जब हम सेवा फूल कहते हैं यह बनाने के लिए यह सभी अलग अलग पंखुड़ियों को कोर में जोड़ा जाता है और फूल मॉडल के संदर्भ में एक सेवा को समझने के अलावा यहां महत्वपूर्ण बात यह भी समझना है कि नई सेवा बनाने के लिए इन कोर और पंखुड़ी अवधारणा का बहुत अच्छी तरह से उपयोग किया जा सकता है तो यह सेवा नवाचार के लिए एक अच्छा मॉडल है तो आप मौजूदा प्रतिस्पर्धी रेस्तरां को समझ सकते हैं और आप एक नया रेस्तरां बना रहे हैं और आप इन पंखुड़ियों को देख सकते हैं और आप अपने रेस्तरां में अन्य सभी विशिष्ट कार्यक्रमों के संबंध में कुछ विशिष्ट स्थिति और कुछ विशिष्ट विशेषताएं बना सकते हैं जिस तरह से आर्डर संभाल रहे हैं हो सकता है वह मेनू आइटम का तरीका हो सकता है या ऑर्डर किया जा सकता है यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि कई रेस्तरां द्वारा भोजन और पेय प्रदान करने का मूल तरीका बहुत अच्छा हो सकता है इसलिए कई व्यवसायों में इन दिनों मूल तत्व के संदर्भ में सेवा को भेद करना बहुत मुश्किल हो गया है इन पूरक तत्वों का उपयोग करने के लिए विशिष्ट तत्वों के साथ साथ एक विशिष्ट सेवा बनाने के लिए सुविधाजनक तत्वों का उपयोग करने के अवसर हैं इसलिए इसीलिए मैंने कहा कि सेवा नवाचार सर्विस इनोवेशन बनाने के लिए यह मॉडल बहुत अच्छा है और इसलिए जिस तरह से हम इन सेवाओं को सुविधाजनक बनाने पर ध्यान केंद्रित करके खुद को अलग करते हैं जहां अनुभव कोर से परे प्रदान किया जाता है इसलिए इस मॉडल का उपयोग सेवा ब्रांड बनाने के लिए किया जा सकता है इसलिए सेवा इनोवेशन के लिए और सेवा ब्रांड निर्माण और सेवा ब्रांड प्रचार सर्विस ब्रांड प्रमोशन के लिए ब्रांड इक्विटी बनाने के लिए यह फूल मॉडल बहुत उपयोगी हो सकता है और इसलिए अगले एपिसोड में हम उन 2 तत्वों पर चर्चा करेंगे जिनकी हमने पिछले 2 व्याख्यानों में संक्षेप में चर्चा की है अब हम इस बात का विस्तार करेंगे कि कैसे हम इन व्यक्तिगत तत्वों को उदाहरणों के साथ तैनात करने जा रहे हैं ताकि आप यह समझ सकें कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं आप सेवा उद्यमी के रूप में या किसी के लिए विशेषज्ञ सेवा उन्मुख प्रबंधक के रूप में कर पाएंगे